नमस्कार इस पाठ्यक्रम के एक और मॉड्यूल माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट में आपका स्वागत है पिछले मॉड्यूल में अब हम सप्ताह 7 में हैं सप्ताह 7 के 1 मॉड्यूल में हमने गेन के लिए हमारे विशेष विवरण के रूप में ट्रांसड्यूसर गेन का उपयोग करके यूनिलैटरल चरण के लिए गेन वृत्त का उपयोग करके डिज़ाइन के बारे में कवर किया था और फिर हमने देखा था कि हमने यूनिलैटरल फिगर ऑफ मेरिट के बारे में भी चर्चा की थी जिसमें बताया गया था कि एप्रोक्सीमेशन कितना अच्छा था यूनिलैटरल एप्रोक्सीमेशन मैंने पिछले मॉड्यूल में भी उल्लेख किया था कि आगे हम बाईलेटरल केस को कवर करेंगे यही स्थिति है जब हम यूनिलैटरल एप्रोक्सीमेशन नहीं बनाते हैं तो आइए देखें कि हम असल में क्या कर सकते हैं अब एक बात मैं बाईलेटरल चरण के लिए बताना चाहूँगा कि यूनिलैटरल मामले के विपरीत बहुत अधिक डिजाइन लचीलापन नहीं है मेरा मतलब है कि हम गणितीय रूप से जो हासिल कर सकते हैं वह अधिकतम गेन को उल्लिखित करने के लिए है जो हम यूनिलैटरल एप्रोक्सीमेशन मामले के विपरीत प्राप्त कर सकते हैं जहां आप किसी विशेष गेन को निर्दिष्ट कर सकते हैं और फिर लोड साइड और सोर्स साइड गेन सर्किल बना सकते हैं बाईलेटरल केस में हम ऐसा नहीं कर सकते अब यदि डिवाइस अनकंडीशनली स्टेबल है जो कि A 1 से अधिक है और B 0 से अधिक है या डेल्टा 1 से कम है तो कंजुगेट मैथ्स के लिए हमारे पास है और गामा L के बराबर होना चाहिए अब हम जानते हैं कि गामा इन के लिए समीकरण और गामा आउट के लिए समीकरण क्या है और अगर हम इन 3 समीकरणों को एक साथ हल करते हैं तो हमें जो समाधान मिलेगा वह इस प्रकार दिया गया है जहां जहां यह B1 B2 और C1 और C2 द्वारा दिए गए हैं अब अगर हम इन मानो को गेन समीकरण में स्थापित करते हैं तो गेन का मान को हम नॉन यूनिलैटरल केस के लिए गेमिंग प्रश्न कहते हैं जब हम ऐसा नहीं करते हैं तब S12 0 के बराबर नहीं होता है मैं उस समीकरण को नहीं दोहरा रहा हूं लेकिन अगर हम उस समीकरण में गामा S और गामा ML के इन मानो को प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें जो मिलता है वह वास्तव में अधिकतम संभव खेल है बाई लेटरल मामले के लिए GT का अधिकतम संभव मान और GT का वह मान GT का अधिकतम मान जो हमें मिलता है अब हम दिखा सकते हैं कि GTMax GPMax के बराबर होगा जो कि GAMax के बराबर है अब इसे भी इस तरह सरल बनाया जा सकता है अब केवल K वर्ग K 1 का वर्ग मूल द्वारा अंश और हर को विभाजित करने पर जो हमें मिलेगा वह यह है S12 पर यह S21 किसी भी मानो के बराबर है यही कारण है कि यह Y12 पर Y21 के बराबर है आप Z और S पैरामीटर के बीच रुपांतरण फ़ार्मुलों से सत्यापित कर सकते हैं अब हमने देखा कि यह अनकंडीशनली स्टेबल मामला है अब अनकंडीशनली स्टेबल केस के लिए यह GT Max जो हमें अभी पता चला है जो GAMax के बराबर है अब यह वास्तव में फिगर ऑफ मेरिट है यह वास्तव में RF उपकरणों के विवरण तालिका में दिया गया एक विशेष विवरण है जो मान लें कि यदि आप बाजार से खरीदते हैं तो GAMax एक विशेष विवरण होगा जो डिवाइस के साथ दिया गया है इसे MAG शब्द से भी जाना जाता है यानी मैक्सिमम अवेलेबल गेन अब हम देखते हैं कि K 1 के बराबर अनकंडीशनली स्टेबल और पोटेंशियली अनस्टेबल के बीच की सीमा को परिभाषित करता है तो हम देखते हैं कि K 1 के बराबर है जहां यह K स्टेबिलिटी कारक है जिसके बारे में हमने पहले अध्ययन किया था और यह भी इस GT से संबंधित है इसलिए यदि हम पिछली स्लाइड पर वापस आते हैं तो अब यह GTMax K से संबंधित है K इस समीकरण में आता है और K का यह मान समान है यह K K के समान मान है जिसे हमने स्टेबिलिटी पर चर्चा करते समय चर्चा की थी अब K के 1 के बराबर है यह GTMax 1 बन जाता है GTMax S12 के S21 के बराबर हो जाता है तो स्टेबिलिटी बाउंड्री पर यह GT का मान है और वास्तव में यह भी फिगर ऑफ मेरिट है और इसे MSG शब्द से जाना जाता है जिसका अर्थ है MSG जो S12 पर S21 के बराबर है और इसे मैक्सिमम स्टेबल गेन के रूप में जाना जाता है 1 से कम K के लिए पोटेंशियली अनस्टेबल मामले के लिए एक साथ मेल मौजूद नहीं होते है तो K के 1 के बराबर में हमारे पास संभव के रूप में एक मेल है और गेन और उस मान को इसके द्वारा दिया गया है K से कम 1 के लिए जो अब हमारे पास पोटेंशियली अनस्टेबल क्षेत्र है एक साथ मेल नहीं होते हैं एक मिलान नेटवर्क खोजना संभव नहीं है जो उन 2 समीकरणों को संतुष्ट कर सके जो मैंने पहले वर्णित किए थे हालांकि 1 से अधिक K के लिए अब अनकंडीशनल स्टेबिलिटी के लिए हमने देखा कि हमें 1 से अधिक K और 1 से डेल्टा मॉडुलस कम की जरूरत होती है यदि ये दोनों 2 स्थितियां संतुष्ट नहीं हैं तो यह पोटेंशियली अनस्टेबल है किसी विशेष मामले के लिए जब डेल्टा K के लिए 1 से अधिक और मॉड डेल्टा के 1 से अधिक है यह भी पोटेंशियली अनस्टेबल है इस विशेष मामले के लिए भी गामा MS और गामा ML का मान ज्ञात करना संभव है और ये मान वही हैं जो हमने अनकंडीशनली स्टेबल मामला के लिए प्राप्त किए हैं चूंकि यह अब पोटेंशियल अनस्टेबल है इसलिए GTMax के बजाय हमारे पास एक GTmin होगा जो ट्रांसड्यूसर पावर गेन का न्यूनतम मान है और वह मान दिया गया है माइनस के बजाय दिया जाता है यह अब यहाँ प्लस है और अगर हम एक पल के लिए मॉनिटर पर के स्लाइड्स में जाते हैं तो यह एक मानक RF उपकरण के लिए विशिष्ट GT बनाम आवृत्ति वक्र है हम देखते हैं कि उच्च आवृत्तियों के लिए यह अनकंडीशनल स्टेबल है और यही कारण है कि यह MAG मौजूद है और कम आवृत्तियों के लिए यह MSG स्टेबिलिटी सीमा पर विनिर्देश है जो दिया जाता है यह अक्सर एक ग्राफ होता है जिसे RF उपकरणों के साथ आपूर्ति की जाती है और हम देखते हैं कि उच्च आवृत्तियों की तुलना में कम आवृत्तियों पर उपकरण कम स्टेबल होता है और F के एक विशेष मान के लिए Fmax कहा जाता है गेन GT या GTmax का मान एक हो जाता है यह Fmax से परे है यह अब किसी भी प्रयोग करने योग्य गेन नहीं देता है और यह Fmax MSG और MAG ऐसे पैरामीटर हैं जो कई RF उपकरणों के विवरण तालिका में आपूर्ति किए जाते हैं इसलिए हमने चर्चा की है कि यूनिलैटरल मामले के लिए ट्रांसड्यूसर पावर गेन का उपयोग करके कैसे डिजाइन किया जाए और यह भी कि हम मैक्सिमम अवेलेबल गेन या मैक्सिमम स्टेबल गेन का पता कैसे लगाया जाए इस पर निर्भर करता है कि चाहे हम अनकंडीशनली स्टेबल हो या RF उपकरण के पोटेंशियली अनस्टेबल क्षेत्रों में हो लेकिन फिर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास बाईलेटरल मामला है तो हम डिजाइन नहीं कर सकते हम ट्रांसड्यूसर गेन के लिए एक विशेष मान निर्धारित नहीं कर सकते हैं तो इस समस्या को हल करने के लिए हम अन्य 2 गेन परिभाषाओं का उपयोग करते हैं जो हमने उपयोग की हैं यह ऑपरेटिंग पावर और RF सर्किट डिजाइन करने के लिए उपलब्ध पावर गेन है तो आइए देखते हैं कि इन 2 पावर गेन का उपयोग करके कैसे डिजाइन किया जाए

अब यदि आप ऑपरेटिंग पावर गेन का एक विशेष मान तय करते हैं तो हम कहते हैं कि पावर गेन में गामा L का ठिकाना है ऑपरेटिंग पावर गेन GP गामा L का एक फ़ंक्शन है लोड रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट तो एक निरंतरता के लिए गामा L का स्थान GP के मान को दिखाया जा सकता है गोंजालेस द्वारा पुस्तक में व्युत्पत्ति है यह दिखाया जा सकता है कि यह स्थान ऐसा है जहाँ यह CP है यह वृत्त के केंद्र और RP वृत्त के त्रिज्या का मान है इस आउटपुट का केंद्र यह रिकॉल आउटपुट स्टेबिलिटी वृत्त है क्योंकि यह गामा L का एक कार्य है आउटपुट स्टेबिलिटी वृत्त का केंद्र निरंतर GP वृत्त का केंद्र और बिंदु गामा L 0 के समरेख है दूसरी बात यह है कि जब गामा L गामा ML के बराबर है तो यह ट्रांसड्यूसर पावर गेन के बाइलेटरल मामले के लिए प्राप्त समाधान है फिर GPmax GTmax के बराबर है तो ये ऑपरेटिंग पावर वृत्त इस तरह हैं यह नीला वृत्त है हमारा स्मिथ चार्ट है और यह लाल वृत्त ऑपरेटिंग पावर वृत्त हैं जैसा कि हम देखते हैं कि इन सभी वृत्तो के सभी केंद्र आपस में इस वजह से संरेख है यदि हम स्लाइड्स पर वापस आते हैं अगर हम स्लाइड्स के लिखित स्लाइड्स पर वापस आते हैं तो CP इस समीकरण द्वारा दिया जाता है और C2 का मान S22 Delta S11 स्टार के रूप में दिया जाता है यह एक वेक्टर क्वांटिटी है अन्य स्केलर क्वांटिटी हैं और इसलिए सभी ऑपरेटिंग गेन वृत्त के सभी केंद्र एक सीधी रेखा पर स्थित होंगे यह छोटा GP मैंने यह नहीं बताया कि परिभाषा क्या है इस छोटे GP को S21 वर्ग द्वारा विभाजित वास्तविक पावर गेन के रूप में परिभाषित किया गया है तो यह सामान्यीकृत है इसलिए यह छोटा GP सामान्यीकृत पावर गेन या ऑपरेटिंग पावर गेन है तो ऑपरेटिंग पावर वृत्त का उपयोग करके डिजाइन कैसे करें तो किसी दिए गए के लिए मान लीजिए कि यह हमारा स्मार्ट चार्ट है और कहें कि हमें जो पावर गेन वृत्त मिले हैं वे इस तरह हैं तो डिजाइन के चरण 1 हैं दिए गए GP के लिए ऑपरेटिंग पावर गेन वृत्त बनाएं अब चूंकि यह गामा L सतह है इसलिए गामा L के वांछित मान का चयन करें तो मान लें कि यह गेन वृत्त है जिसमें आप रुचि रखते हैं एक बिंदु का चयन करें गामा L तो यह गामा L का मान है जिसे आप अपने डिज़ाइन लिए चुनते हैं और यदि आप ट्रांसड्यूसर पावर को ऑपरेटिंग पावर गेन के बराबर बनाना चाहते हैं जो GP के बराबर GP बनाने के लिए है तो आप यहां गामा L का मान चुनते हैं यह गामा L का मान है और कहें कि यह गेन वृत्त है यह कहना है कि आपको 10dB के GP की आवश्यकता है और कहें कि यह 10dB का गेन वृत्त है तो आप उस वृत्त पर एक बिंदु चुनें जो आपको गामा L का मान प्रदान करता है यहां से आपको गामा L मिलता है एक बार जब आप गामा L प्राप्त करते हैं तो आप गामा इन की गणना कर सकते हैं और फिर गामा S गामा इन संकलित के बराबर होगा यह भी सुनिश्चित करेगा कि GT GP के बराबर है अब पोटेंशियल अनस्टेबल मामले के लिए आइए देखें कि पोटेंशियल अनस्टेबल मामले के लिए कैसे डिज़ाइन किया जाए पोटेंशियली अनस्टेबल मामले के लिए यह कहें कि यह आपकी इकाई वृत्त है और यह आपकी स्टेबिलिटी वृत्त है इसलिए यह आउटपुट स्टेबिलिटी वृत्त होगा तो आप पिछले मामले के समान ही चुनते हैं जब आप एक विशेष गेन वृत्त चुनते हैं तो गामा L का मान चुनें यह सुनिश्चित करें कि आप जिस गामा L को चुनते हैं वह स्टेबल क्षेत्र में है और फिर एक बार जब आप गामा L चुनते हैं तो आप में गामा इन का पता लगा सकते हैं गामा इन से आप गामा S का पता लगा सकते हैं अब एक महत्वपूर्ण कारक जिसे आपको ध्यान में रखना है जब आप ऐसा करते हैं तो आपको इनपुट स्टेबिलिटी वृत्त भी खींचना होगा क्योंकि यदि आप चुनते हैं जैसा कि मैंने कहा तो आपको गामा S के बराबर गामा इन संकलित चुनना होगा लेकिन फिर यह गामा एस खुद इनपुट स्टेबिलिटी वृत्त के स्टेबल क्षेत्र में निहित होना चाहिए ताकि आप इनपुट स्टेबिलिटी वृत्त को आरेखित करके कर सकें और फिर देखें कि क्या गामा जो आपको मिला है इस समीकरण का उपयोग करके वास्तव में स्थिर क्षेत्र में निहित है यदि यह स्थिर क्षेत्र में है तो यह ठीक है अन्यथा आपको गामा L का एक अलग मान चुनने और इस पूरी प्रक्रिया को फिर से दोहराने की आवश्यकता है अब एक बात पर ध्यान दें यह ऑपरेटिंग पावर गेन वृत्त आधारित डिज़ाइन का उपयोग कुछ प्रकार के एम्पलीफायरों जैसे पावर एम्पलीफायरों के लिए किया जा सकता है जहां लोड जहां इनपुट प्रतिबाधा तय की जाती है लेकिन लोड प्रतिबाधा बदल सकती है फिर कम शोर एम्पलीफायर जैसे अन्य एम्पलीफायर हैं जहां आउटपुट तय है लेकिन इनपुट बदल सकता है तो इस तरह के एम्पलीफायरों के लिए जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है आप डिजाइन के लिए उपलब्ध गेन वृत्तों का उपयोग करना चाह सकते हैं तो आइए देखते हैं कि उपलब्ध पावर गेन वृत्त क्या हैं

तो उपलब्ध पावर गेन सर्कल ऑपरेटिंग पावर गेन सर्कल के बहुत अनुरूप हैं हमने एक अलग चुना इसलिए वे इस चर्चा के बहुत अनुरूप हैं कि हमारे पास पॉवर वृत्तो के संचालन के लिए गामा S का स्थान है जो लगातार उपलब्ध पावर गेन को इस तरह दिया जाएगा और अगर हम मॉनिटर के स्लाइड्स पर जाते हैं ऑपरेटिंग पावर गेन वृत्त की तरह ही सभी उपलब्ध पावर गेन वृत्त का केंद्र संरेख होगा यह निश्चित रूप से गामा S सतह है ऑपरेटिंग पावर वृत्त के लिए यह एक गामा L सतह था और यह चयन करने का तरीका है इसलिए डिजाइन करने का तरीका यह है कि यह 10 डीबी उपलब्ध पावर गेन लाइन है और आपको 10 डीबी का गेन चाहिए फिर इस पर एक बिंदु वृत्त पर चुनें यह लाल वृत्त जो स्मिथ चार्ट के भीतर स्थित है यह निश्चित रूप से हम मान रहे हैं कि यह अनकंडीशनली स्टेबल मामला है हमने गामा S का मान चुना और फिर पता करें कि गामा का मान क्या है जैसे कि हमें पता चला कि ऑपरेटिंग पावर गेन मामला के लिए गामा इन क्या है एक बार जब आप गामा इन का पता लगा लेते हैं तो गामा आउट मैं आपसे क्षमा मांगता हूं आप गामा L को गामा आउट संकलित के बराबर लगाते हैं और यह गामा L का मान है जब आप ऐसा करते हैं तो GA के बराबर GT होगा पोटेंशियली अनस्टेबल स्थिति के लिए आप उपलब्ध पावर गेन वृत्त को खींचते हैं आप इनपुट स्स्टेबिलिटी वृत्त भी बनाते हैं इस उपलब्ध पावर गेन वृत्त पर एक बिंदु चुनें जो स्टेबल क्षेत्र में स्थित है एक बार जब आप एक बिंदु का चयन करते हैं तो कहते हैं कि गामा S के एक निश्चित मान के लिए गामा आउट के मान का पता लगाएं और फिर अपना गामा L गामा आउट संकलित के बराबर सेट करें एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं कि अब आप आउटपुट स्टेबिलिटी वृत्त बनाएं जहाँ हम गामा L सतह में हो और देखें कि क्या यह गामा L जो आपने इस समीकरण का उपयोग करके प्राप्त किया है वास्तव में स्टेबल क्षेत्र में है यदि यह स्टेबल क्षेत्र में है तो ठीक है यदि यह स्टेबल क्षेत्र में नहीं है तो आपको गामा S की दूसरी मान की खोजने की आवश्यकता है और इस प्रक्रिया को उस समय तक दोहराएं जब तक गामा L गामा S और गामा L क्रमशः इनपुट और आउटपुट स्टेबल वृत्त के स्थिर क्षेत्रों में ना आ जाए इसलिए संक्षेप में संरचना में हमने बाइलेटरल मामलों को कवर किया पिछले मॉड्यूल में हमने केवल यूनिलैटरल ट्रांसड्यूसर केस को कवर किया था बाइलेटरल मिलान के लिए बाइलेटरल के लिए यह पता लगाने के लिए कि क्या हम केवल ट्रांसड्यूसर गेन पर विचार करते हैं हमने देखा कि बाइलेटरल डिजाइन गणितीय रूप से बहुत कठिन है और हम जो प्राप्त कर सकते हैं वह अधिकतम है GT के अधिकतम मान को पाने के लिए इनपुट और आउटपुट रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट को निर्दिष्ट करें उपलब्ध पावर गेन और ऑपरेटिंग पावर गेन के लिए हमने देखा कि हम बाइलेटरल मामले के लिए भी एक डिजाइन कर सकते हैं निश्चित रूप से उपलब्ध पावर गेन वृत्त के लिए लोड हमेशा होता है लोड रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट हमेशा आउटपुट रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट का संकलित होता है और ऑपरेटिंग पावर गेन वृत्त के लिए इनपुट स्रोत रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट इनपुट प्रतिबिंब कॉएफिशिएंट का संकलित होता है इसलिए जैसा कि मैंने पहले कहा उपलब्ध पावर गेन वृत्त आधारित डिज़ाइन का उपयोग उन एम्पलीफायरों के लिए किया जाता है जहां आउटपुट प्रतिबाधा तय होती है लेकिन इनपुट प्रतिबाधा बदल सकती है और ऑपरेटिंग पावर गेन वृत्त उन एम्पलीफायरों के डिज़ाइन के लिए उपयोग किए जाते हैं जहां इनपुट रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट तय के होते हैं लेकिन और आउटपुट रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट बदल सकते हैं अगले व्याख्यान में हम एम्पलीफायर डिज़ाइनों के एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू को कवर करेंगे जो नाइज है तो यही है कि हम अगले व्याख्यान अगले मॉड्यूल में करेंगे धन्यवाद